इसलिए मुझे साधारणतया इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट पर आने दीजिए जोकि औसत या x बार चार्ट है इसलिए एक मीन कंट्रोल चार्ट अक्सर x बार चार्ट भी कहा जाता है यह एक प्रक्रिया के औसत में परिवर्तनों को निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हम औसत तब ले सकते हैं जब डाटा सतत होता है इसलिए यह विशेषताया x बार चार्ट को प्लाट करेगा इसलिए एक मीन चार्ट निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले तालिका की सेंट्रल लाइन निर्माण करने की जरूरत है ऐसा करने के लिए हम विविध नमूने लेते हैं औसतों की गणना करते हैं सामान्यतया यह नमूने लगभग 4 या 5 प्रेक्षणों के साथ छोटे होते हैं तब प्रत्येक नमूने का अपना औसत होता है इसलिए यदि एक चार्ट की एक सेंटर लाइन के सभी k नमूनों के औसत के रूप में गणना की जाती है जबकि k नमूनों की संख्या है इसलिए इसे समझाने के लिए एक उदाहरण लूँगा इसलिए हम यहां क्या करते हैं हम कुछ इसकी तरह एक डाटा लेंगे यह नमूने का आकार है नमूने का आकार मुझे कहने दीजिए 1 2 3 4 5 इकाइयां प्रति नमूना है ठीक है और यह नमूनों की संख्या है जो मैंने कही थी यदि मैंने k नमूने लिए तब मैं केवल संख्या 1 2 3 4 5 रखूंगा और मुझे कहने दीजिए मैंने 6 नमूने उठा लिए और प्रत्येक नमूने के अंदर 5 प्रेक्षण है इसलिए मैं इस औसत को और लूँगा यह औसत ले लिया गया है उसके बाद संपूर्ण औसत लिया गया जिसे मैं कहूँगा जोकि सभी मूल्यों का औसत है या इन सभी x बारो का औसत है ठीक है यह सेंट्रल लाइन की तरह रखा जा सकता है यदि यह नहीं दिया गया है इसलिए x बार चार्ट की स्थिति में तब इसलिए यह हमारी सेंट्रल लाइन है अपर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट z का यह मूल्य सामान्यतया 3 लिया गया है इसलिए इसका कोई भी मूल्य ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर हमें यह देखने की जरूरत है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है सिग्निफिकेंस् लेवल क्या है जिस पर हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं z 2 954 कॉन्फिडेंस लेवल z 3 997 कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए नमूनों के औसतों के वितरण का स्टैंडर्ड डीविएशन है यह जैसा दिया है वैसे ही गणित किया जा सकता है इसलिए यदि पापुलेशन स्टैंडर्ड डीविएशन दिया गया है तब हम इस तरह गणना कर सकते हैं यहां पर n हमारा नमूने का आकार है ठीक है इसलिए हम इसकी गणना कर सकते हैं अपर कंट्रोल लिमिट जो मैं UCL रखूंगा ठीक है फिर LCL और हम चार्ट को प्लाट करने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए यह उनमें से एक तालिका है जोकि मैंने मिनीटैब सॉफ्टवेयर से उठाया है यहां मिनीटैब आंकड़ा या सहायक दस्तावेज़ हैं और मैंने यह दिखाने के लिए तालिका को उठाया है कि x बार चार्ट कैसे प्लाट किया जाता है और यह कैसा दिखता है इसलिए हमारे पास यहां सेंट्रल लाइन है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है उन्होंने मूल्यों को 3σ और 3 के रूप में उठाया है ठीक है लेकिन हम प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम कुछ दूसरे मूल्यों को भी चुन सकते हैं वास्तविक रूप में यह सीमाएं विशेषतया 3σ नहीं होती हैं यह 314325 हो सकती हैं इसलिए यह सीमाएं परिभाषित हैं यहां पर यह एक प्रकार का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए मैंने यहां पर कुछ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रखे हैं इसलिए जब हम प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे हमारे पास इस पर ज्यादा जानकारियाँ होंगी इसलिए हम पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं सभी 19 नमूने जो हमने लिए हैं वह कंट्रोल लिमिट्स के भीतर हैं अर्थात अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट इसलिए अगला रेंज चार्ट है अब मैं रेंज चार्ट को विस्तार से बताऊंगा उसके बाद मैं एक आंकड़ा उठाऊंगा और X बार चार्ट और रेंज चार्ट को एक्सेल शीट का उपयोग करके प्लाट करूँगा वेरिएबलो के लिए रेंज चार्ट दूसरे प्रकार के कंट्रोल चार्ट हैं प्रक्रिया की सेंट्रल टेंडेंसी में X बार चार्ट परिवर्तन को मापता है रेंज चार्ट प्रक्रिया की डिस्पर्शन या वेरीएबिलिटी को मॉनिटर करता है ठीक है इसलिए R चार्ट को विकसित करने और उपयोग करने का तरीका x बार चार्ट की तरह है कंट्रोल चार्ट की सेंट्रल लाइन एवरेज रेंज है और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स सारणीबद्ध स्थिरांको को और सेंट्रल कंट्रोल लिमिट का उपयोग करके गणित की जा सकती हैं सेंट्रल कंट्रोल लिमिट है ठीक है CL UCL LCL इसलिए यह D3 और D4 क्या है यह वह मूल्य हैं जो कंट्रोल चार्ट की सारणी से प्राप्त हुए हैं मैंने कंट्रोल चार्ट की सारणी भी यहां रखी है इसलिए यह और के मूल्य हैं यह R चार्ट के स्थिरांक हैं यह सिगमा के आकलन के लिए है मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कि यह क्या चीज है ऐसे ही हम और को जैसे कि कंट्रोल लिमिट्स को ज्ञात करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं इसलिए यहां पर कुछ मानक मूल्य प्राप्त हुए हैं इसलिए यह स्थिरांक अक्सर नमूने के स्टैंडर्ड डीविएशन के मूल्य की गणना करने के लिए अभ्यास में लाए जाते हैं इसलिए यह प्रक्रियाओं को गति देने में सहायता करता है इसलिए हमें गणना करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह स्थिरांक विकसित किए गए हैं और हम केवल प्रक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं इसलिए मेरे पास यहां एक सांख्यिकी समस्या है एक प्रयोग में एक वस्तु के सतह के तापमानो को ℃ में मापा गया है जैसा कि सारणी में 5 भिन्न दिनों के लिए 15 बार दिया गया है दिए गए डेटा का उपयोग करके X बार और R चार्ट बनाइए इसलिए यह तापमान है इस स्थिति में तापमान जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं एक कंटीन्यूअस डेटा है इसलिए वेरिएबलो के लिए यह एक कंट्रोल चार्ट है जो यहां बनेगा और यह 15 बार के लिए लिया गया है जोकि हमारा k 15 के बराबर है और नमूने का आकार 5 भिन्न दिनों के लिए 5 है ठीक है हम गणनाए करने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले हम X बार की गणना करेंगे फिर हम और आगे तक की गणना करेंगे 33 331 264 283 289 इन मूल्यों का औसत है इसलिए यह मुझे देगा जो सेंट्रल लाइन के रूप में लिया जा सकता है ठीक है इसलिए मैं x बार और R चार्ट दोनों को भी बनाऊंगा R चार्ट N के लिए मैं रेंज ज्ञात करूँगा ठीक है x बार चार्ट के लिए लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट R चार्ट के लिए लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट और सेंट्रल लाइनस् इसलिए मैं इस डाटा को एक्सेल शीट तक ले जाऊँगा और इसे प्लाट करने की कोशिश करूँगा इसलिए यहां एक्सेल शीट में यह डाटा उत्पन्न किया गया है इसलिए हमारे पास यह तापमान दिनों के भिन्न समय पर हैं इसलिए सबसे पहले मैं x बार ज्ञात करूँगा जो इन मूल्यों का औसत है इसलिए यह औसत के बराबर है B2 से F2 तक मूल्यों का औसत या मैं अलग से B2 C2 T2 E2 और F2 का औसत रखूंगा बस आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं ठीक है यह मुझे औसत देगा इसलिए इन पांच मूल्यों का औसत यह है छोटा प्लस चिन्ह सूत्र का चयन है मैं सूत्र को खींच लूँगा ठीक है यह सूत्र आ चुका है और मेरे पास x बार हैं यह आगे तक है ठीक है यह x बार हैं मुझे की गणना करने दीजिए जोकि इन सभी मूल्यों के औसत के बराबर है इसलिए यह सभी मूल्यों के औसत के बराबर है एंटर इसलिए ओवरऑल एवरेज जो कि के बराबर है 3039 के बराबर होगा मैं बस फॉर्मेट करूँगा मैं इसे केवल दशमलव के दूसरे स्थान तक नीचे लाऊंगा ठीक है और मुझे इसे दूसरा रंग देने दीजिए इसलिए यह मेरा औसत है अब इसमें मैं x बार रखूंगा अगले स्तंभ में मैं सेंट्रल लाइन उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट रखूंगा इसलिए मैं यहां इस रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखने की कोशिश करूँगा एक नई रेखा डालिए और मैं इन स्तंभों का विलय कर दूँगा और यह मेरा x बार चार्ट है ठीक है इसलिए सेंट्रल लाइन का मूल्य यह होगा 3039 इसलिए मैं यह मूल्य रखूंगा और यह बराबर होगा एंटर अब यदि मैं इसे सीधे खींच लूँगा यह अवयवों से मूल्यों को लेने की कोशिश करेगा इसलिए वे सेल बनाएँगे जो कि इसके नीचे हैं आप देख सकते हैं यह यहां से मूल्य लेने की कोशिश कर रहा है उस उद्देश्य के लिए मुझे इन मूल्यों को बंद करने की जरूरत है क्योंकि मैं केवल यह एक मूल्य उठा रहा हूं 3039 इसलिए मैं इस सेल की कॉलम और रो की संख्या से पहले डॉलर चिन्ह लगा कर कॉलम और रो को बंद कर दूँगा अब यह सेल बंद हो चुका है अब यदि मैं इसे खींचता हूं यह वही मूल्य प्रदर्शित करेगा सेल G18 आप देख सकते हैं सेल G18 बंद हो चुका है ठीक है इसलिए यह सेंट्रल लाइन है इसलिए आगे मैं लोअर कंट्रोल लिमिट को उठाने की कोशिश करूँगा लोअर कंट्रोल लिमिट को उठाने के लिए मैं σ मूल्य ज्ञात कर सकता हूं दूसरा तरीका यह है कि मैं सारणी में दिए गए मूल्यों को ले सकता हूं वह सारणी जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं ठीक है इसलिए इस अवस्था में मैं x बार चार्ट के लिए एक सूत्र उठाना पसंद करूँगा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को स्थिरांको का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है जो सारणीबद्ध थे इसलिए यहां पर अपर कंट्रोल लिमिट को इस रूप में दिया जा सकता है इसलिए क्योंकि मुझे दोनों चार्ट को बनाने की जरूरत है मैं R मूल्य की गणना करूँगा और उसके बाद इनकी गणना करूँगा इसलिए यहां पर लोअर कंट्रोल लिमिट को इस रूप में दिया जा सकता है UCL LCL इसलिए यह स्थिरांक x बार चार्ट को R चार्ट से जोड़ रहे हैं इसलिए उसके लिए मैं सबसे पहले R चार्ट के लिए मूल्यों की भी गणना करूँगा इसलिए मुझे इन स्तंभों को चुनने दीजिए विलय करने दीजिए मैं इन्हें रेंज चार्ट की तरह यहां रखूंगा इसलिए R का मूल्य अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य है इसलिए यह 5 नमूने हैं जिनमें अधिकतम और न्यूनतम मूल्य 33 331 264 283 और 289 में से दिए गए हैं 331 अधिकतम मूल्य है और 264 न्यूनतम मूल्य है एंटर 65 रेंज है रेंज 331 - 264 रेंज 65 इसलिए मैं इसका केवल मानवीय रूप से निरीक्षण कर रहा हूं लेकिन इसे करने का सही तरीका यह है कि मैं सूत्र रख सकता हूं यह इस सेल का अधिकतम है जिसका मतलब इन संख्याओं का अधिकतम ठीक है ब्रेसेस को बंद करें और इन मूल्यों के न्यूनतम को फिर से घटाए ब्रेसेस को बंद करें और एंटर इसलिए यह इस मूल्य पर वापस आ चुका है इसलिए आप देख सकते हैं यह B3 से F3 तक के मूल्यों का अधिकतम है इन मूल्यों के न्यूनतम मूल्यों को घटा रहे हैं इसलिए यदि आपके पास मूल्यों की संख्या 20 मूल्य या 100 मूल्य है हमें चीजों को मानवीय रूप से देखने की जरूरत नहीं है इसलिए एक्सेल केवल मूल्यों की गणना करने के लिए सहायक है इसलिए यहां प्रतियोगिता कम हो जाती है इसलिए मैं केवल एंटर कर सकता हूं और यदि मैं इसे खींचता हूं मुझे रेंज प्राप्त हो जाएगी मैं इसे केवल किसी बिंदु से खींच लूँगा क्योंकि सूत्र एक जैसा है इसलिए रेंज इन मूल्यों तक नीचे आ गए हैं इसका अधिकतम 0 है यह 0 है मतलब यहां दो मूल्य 274 और 273 एक जैसे होने चाहिए मैंने एक गलती कर दी है अधिकतम मूल्य 282 है अब यह 0 नहीं होना चाहिए एस्केप यह एक त्रुटि है इसने अगली पंक्ति के लिए सूत्र लिया है इसलिए मैं शुरुआत से सूत्र खींच लूँगा वास्तव में मैंने इसी पंक्ति से कार्य करना शुरू किया था इसलिए मैं पंक्ति 2 में कार्य कर रहा था अब मैं केवल इस डाटा को स्थानांतरित कर दूँगा इसलिए यह स्थानांतरित चिन्ह है मैं इस डाटा को अपने मूल्य R के साथ स्थानांतरित कर रहा हूं अब मुझे रेंज का मूल्य पता है और लोअर कंट्रोल लिमिट जैसा कि हम जानते हैं मैं सूत्र उठा सकता हूं LCL इसलिए इन मूल्यों का औसत होगा इसलिए इसे मुझे ऐसे रखने दीजिए इन मूल्यों का औसत एंटर इसलिए फॉर्मेट सेलस् इसे दशमलव के दो स्थानों तक कम कर देते हैं ठीक है 629 मैं इसे नीले रंग से रंगूंगा इसलिए यह मेरा केवल है ठीक है इसलिए मेरी लोअर कंट्रोल लिमिट बराबर होगी LCL A2 का मूल्य क्या होगा अब मुझे यहां इस सारणी पर वापस आने दीजिए A2 का मूल्य नमूने का आकार 5 है इसलिए का मूल्य 5 नमूनों के आकार के लिए लिया जाएगा का मूल्य यहां 0577 है यदि आप देखें यह सैंपल का आकार 5 है यह मूल्य 0577 है और मैं मेरी एक्सेल शीट में का मूल्य रख लूँगा स्केप मुझे रखने दीजिए 0577 के बराबर है ठीक है का मूल्य यह मूल्य है इसलिए यह लोअर कंट्रोल लिमिट है इसलिए यह लोअर कंट्रोल लिमिट समान रहेगी स्थाई है इसलिए मैं इस मूल्य को बंद कर दूँगा मैं डॉलर चिन्ह लगा रहा हूं ठीक है का मूल्य स्थाई है स्थिरांक इसलिए मैं यहां डॉलर चिन्ह डाल रहा हूं का मूल्य स्थाई है मैं पुनः डॉलर चिन्ह डाल रहा हूं इसलिए मुझे बदलने दो ठीक है यह फॉर्मेट सेलस् हैं दशमलव के दो स्थानों तक इसलिए अब यदि मैं इसे यहां खींचता हूं यह वाला लोअर कंट्रोल लिमिट है ठीक है उसी प्रकार अपर कंट्रोल लिमिट इसके बिल्कुल समान होगी मैं केवल इस सूत्र को खींच लूँगा और ऋणआत्मक चिन्ह के स्थान पर मैं धनात्मक चिन्ह रखूंगा लेकिन यह अपर कंट्रोल लिमिट है ठीक है अब मुझे मेरी सेंटर लाइन प्राप्त हो गई है x बार चार्ट के लिए लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट प्राप्त हो गई हैं अब मैं अपना x बार चार्ट लाइन डायग्राम का उपयोग करके प्लाट कर सकता हूं जोकि मैंने पिछले व्याख्यान में किया है इसलिए लाइन डायग्राम का उपयोग करके मैं यह तीन रेखायें प्लाट कर सकता हूं इसलिए मैं केवल इन तीन रेखाओं को लूँगा और एक लाइन डायग्राम को डालूँगा इसलिए यह लाइन डायग्राम को प्रदर्शित कर रहा है यह लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट और सेंट्रल लाइन अब मुझे अपना डाटा यहां भी प्लाट करने की जरूरत है डाटा प्वाइंट क्या होते हैं डाटा प्वाइंट हैं इसलिए यदि मुझे इन मूल्यों को भी प्लाट करने की जरूरत है मैं केवल इन चार स्तंभों को लूँगा ठीक है मैं इस शीर्षक को भी लूँगा इनको डालने से यह कंट्रोल चार्ट बना है मुझे पिछला डिलीट करने दीजिए इसलिए अब मैं इस अक्ष को संपादित कर सकता हूं जिससे यह और स्पष्ट दिखे फॉर्मेट एक्सिस मुझे कहने दीजिए यह शुरू होगा 25 से 37 तक यह अच्छी रेंज है इसलिए यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है जितने ज्यादा तापमान उस बिंदु पर लिए जाएंगे इसलिए X बार नीले रंग में दिया गया है जो कि प्रक्रिया में मेरा परिवर्तन है और मेरी कंट्रोल लिमिट नारंगी रंग में है लोअर कंट्रोल लिमिट स्लेटी रंग में है अपर कंट्रोल लिमिट पीले रंग में है इसलिए मैंने x बार चार्ट बना लिया है यहां पर ध्यान देना रुचिकर है कि एक रीडिंग कंट्रोल में नहीं है इसलिए यहां पर हम क्या करें या तो यह कारण साधारण है या यह कारण असाइनेबल है हम यह देख सकते हैं इसलिए यह देख कर हम एक बार रीडिंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे और तब पुनः चार्ट को प्लाट करेंगे कृपया मुझे इसे करने की कोशिश करने दीजिए इसलिए इससे पहले मैं यहां लेबलो को रखने की कोशिश करूँगा डाटा लेबलो डाटा लेबलो को जोड़िए इसलिए यह मूल्य जोकि नियंत्रण से बाहर है 3496 है जोकि आठवां मूल्य है इसलिए आठवां मूल्य 3496 है यह नियंत्रण से बाहर होगा यदि मैं इसे क्लिक भी करूँ यदि हम यह मूल्य प्रदर्शित करते हैं इसलिए मुझे इस पंक्ति को हटाने दीजिए और तब जांच करने दीजिए कि क्या प्रक्रिया नियंत्रण में है क्योंकि आप जानते हैं यदि मैं एक रीडिंग हटाता हूं तब बदल जाएगा संपूर्ण बदल जाएगा मूल्य भी बदल जाएंगे ठीक है लेकिन नमूने का आकार वही रहेगा इसलिए का मूल्य वही रहता है इसलिए और पूरी तरह बदल जाएंगे इसलिए यदि मैं इस मूल्य को हटाता हूं डिलीट हम देख चुके हैं कि मूल्य बदल कर 3007 हो गया और यह मूल्य भी बदलकर 619 हो गया इसलिए और के यह मूल्य बदल गए इसलिए मैंने यह पंक्ति हटा दी है इसलिए यदि आप देख सकते हैं प्रक्रिया सीमाओं के भीतर है इसलिए यहां कह सकते हैं कि यह बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है इसलिए और केवल एक मूल्य के निष्कासन द्वारा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है इसलिए यहां पर कुछ त्रुटि है जो केवल इसलिए हुई क्योंकि शायद मशीन सही ढंग से काम नहीं कर पाई या कुछ तापमान ठीक ढंग से नहीं लिया गए या रीडिंग को निरीक्षक द्वारा ठीक ढंग से नहीं लिया गया या लिखा गया कुछ त्रुटि का शायद लेखा है इसलिए पूरी प्रक्रिया नियंत्रण में है ठीक है इसलिए मैं इसे केवल अनडू करूँगा इसलिए इन सारे मूल्यों को रखते हुए यह T8 जैसे कि यह मेरा X बार चार्ट है अब मुझे रेंज चार्ट को भी प्लाट करने दीजिए इसलिए रेंज के लिए सूत्र क्या था

CL UCL LCL नमूना आकार 5 के लिए इसलिए का मूल्य वहां है अर्थात् हमारी सेंट्रल लाइन है ठीक है उसके बाद हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है सेंट्रल लाइन कुछ नहीं लेकिन है यह इस सेल के बराबर है एंटर मैं इसे डॉलर चिन्ह के अंदर बंद करता हूं ठीक है उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट और बेहतर है लोअर कंट्रोल लिमिट को रखना सबसे पहले मैं यहां अपर कंट्रोल लिमिट को रखूंगा इसलिए लोअर कंट्रोल लिमिट 0 है एंटर ठीक है इसलिए यह मूल्य मैं सब कुछ बंद कर दूँगा वास्तव में मूल्य केवल 0 है इसलिए यह ज्यादा महत्व नहीं रखता इसलिए सभी मूल्य यहां केवल 0 होंगे लेकिन सिर्फ सूत्र लगाने के लिए मैं इसे यहां डाल रहा हूं मैंने सब कुछ बंद कर दिया है इसलिए यह लोअर कंट्रोल लिमिट 0 है क्योंकि का मूल्य 0 है अपर कंट्रोल लिमिट के बराबर है यह मूल्य है मूल्य के द्वारा गुणा किया गया ठीक है इसलिए मैं यहां भी डॉलर चिन्हों को रखूंगा इसलिए मैंने सभी पंक्तियां और स्तंभों को बंद कर दिया है एंटर इसलिए हमने लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंट्रल लाइन के मूल्यों को प्राप्त किया है इसलिए मुझे यह प्लाट करने दीजिए रेखा डालिए ठीक है इसलिए यह मेरा R चार्ट है ठीक है इसने श्रृंखलाओ के नाम को नहीं उठाया है इसलिए मुझे अंडू करने दीजिए और इसे यहां से उठाने दीजिए अब यह आलेख को दिखाएगा और श्रृंखलाओ के नाम को भी दिखाएगी रेखा डालिए इसलिए यह मेरा R चार्ट है इसलिए मैं यहां रख सकता हूं चार्ट का नाम R चार्ट है और यह मेरा x बार चार्ट है इसलिए मैंने R चार्ट को प्लाट किया अब मैं यहां डाटा लेबलो को भी जोड़ लूँगा यह यहां दिखाई दे रहा है मैंने R चार्ट को रखा है यह केवल यह दिखाएगा कि यह नियंत्रण में है या नहीं लेकिन आप जानते हैं R उप समूहों के भीतर की या नमूनों के भीतर की रेंज है यदि हम उप समूहों के भीतर नमूनों के आकार चुनते हैं यह रेंज है यह बेहतर होगा कि हम बार चार्ट प्लाट करें यह देखने के लिए कि कौन सा बार बड़ा है यह उप समूह 1 उप समूह 2 उप समूह 3 उप समूह 4 उप समूह 1 और उप समूह 2 के बीच का संबंध यहां एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है इसलिए वास्तविक रेंज देखने के लिए यह बेहतर होगा कि बार चार्ट प्लाट करें मैं बार चार्ट प्लाट करूँगा यह देखने के लिए कि यह रेंज है अब यह दिखा रहा है कि रेंज 15 वीं उप समूह में न्यूनतम है जोकि अंतिम वाला है और रेंज अधिकतम है या दोनों के बहुत करीब है दो की तुलना की जा सकती है 6वीं और 10वीं जैसा कि आप जानते हैं डाटा चित्रण में चार्ट को ठीक ढंग से चुनना बहुत जरूरी है डाटा को प्लाट करने के लिए कौन से चार्ट को हमें चुनने की जरूरत है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह देखने की जरूरत है कि अधिकतम और न्यूनतम रेंज उप समूह के भीतर है इसलिए यह बार चार्ट बार की लंबाई के आकार का वर्णन कर रहा है और हमें अनुभव करा रहा है कि किसकी सबसे बड़ी रेंज है इसलिए यह हो सकता है कि हम इस पर भी कार्य करें ठीक है यह दो उप समूह 6 और 9 के पास दो मूल्य T6 96 और T9 97 हैं यहां पर रेंज बड़ी है इसलिए यह वेरिएबलो के लिए कंट्रोल चार्ट थे यहां पर मैं केवल एक विराम लूँगा और इस व्याख्यान को आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं एट्रिब्यूटओं के लिए कंट्रोल चार्ट को अगले भाग में केवल एक्सेल शीट का उपयोग करके प्लाट करूँगा इसलिए चलिए हम अगले भाग में मिलते हैं